तो पिछले व्याख्यान में मैंने विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम शर्त प्रतिबन्ध की शुरुआत की थी जिसमें कहा गया था कि एक आवर्त गति के लिए pdx nh के बराबर था या क्रिया क्वांटीकृत की गई थी तो मुझे यह लिखने दें कि यह आंतरिक क्रिया प्लैंक स्थिरांक h की इकाइयों में क्वांटीकृत है और हमने इसे लागू किया नंबर एक पर लागू करने के लिए सरल हार्मोनिक दोलक जो कि द्रव्यमान m का एक कण है जो सरल आवर्त गति का प्रदर्शन करता है और हमने पाया कि n वें ऊर्जा स्तर को nhν के रूप में दिया जाता है जो पूर्व में जो कृष्णिका विकिरण वर्णक्रम की व्याख्या करने वाली किसी चीज़ से मेल खाता था और हमने इसे एक विमीय में गति करने वाले कण जैसे कि x अक्ष जो की x0 और xL के बीच सीमित है पर भी लागू किया था और हमने पाया कि En n2h28mL2 के द्वारा दिया गया था अतः En n2 के समानुपाती था आइए अब हम इसे एक द्विविमीय निकाय पर लागू करें जो बोहर मॉडल के अनुरूप होगा तो याद करें कि बोहर मॉडल ने क्या किया था बोहर मॉडल ने यह माना था कि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के चारों ओर वृतीय कक्षाओं में घूमना होता है और चूँकि कोणीय संवेग संरक्षित होता है कक्षा का तल समान होता है अब हम इसे सामान्यीकृत करने जा रहे हैं इसलिए हम बोहर मॉडल को अन्य प्रकार की कक्षाओं की संभावनाओं पर विचार करने के लिए सामान्यीकृत करने जा रहे हैं और चिरसम्मत यांत्रिकी से अन्य प्रकार की कक्षाएं क्या हैं मैं जानता हूँ कि 1r विभव में कक्षाएं सामान्यता दीर्घ वृतीय होती हैं इसका अर्थ है कि मेरे पास क्या हो सकता है मेरे पास एक वृत में गति कर रहा एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है मेरे पास एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और इनका वर्णन कैसे किया जाता है और आप देखेंगे कि वे बोहर सोमरफेल्ड क्वांटीकरण प्रतिबन्ध से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं तो इसमें फिर से अब मैं पहले संवेग की अवधारणा को सामान्यीकृत करने जा रहा हूँ अब मैं इस सामान्यीकृत संवेग को बुलाने जा रहा हूँ और हमारे उद्देश्यों के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं एक चर के संगत निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करने जा रहा हूँ कि चर x y z θ ϕ हो सकता है ताकि मैं स्थिति का वर्णन करने और एक सामान्यीकृत संवेग को परिभाषित करने के लिए किसी भी चर को ले सकता हूँ तो हम इसके लिए क्या करते हैं पहला स्टेप लिखें ऊर्जा E को अंतरिक्ष चरों के रूप में लिखें जो भी सुविधाजनक हो और दूसरा p उस चर के संगत कुछ समय के लिए मुझे इसे capital X कहने दें जिसे ∂E∂x के रूप में दिया जाता है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मान लीजिए कि एक कण 2 विमीय दुनिया में घूम रहा है तो ऊर्जा E को 12mr212mr22 के रूप में दिया जाता है जहां r दूरी है जहाँ x अक्ष से कोण है तो जिसे मैं समतल ध्रुवीय निर्देशांकों में लिख रहा हूँ और इसके अलावा स्थितिज ऊर्जा जो सामान्य रूप से एक सदिश पर r पर निर्भर हो सकती है लेकिन अभी इसे r होने दें तब pr को ∂Er के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो कि mṙ के रूप में सामने आएगा इसी तरह p को ∂E∂ के रूप में परिभाषित किया जाएगा जो कि mr2 होगा तो यह सामान्यीकृत संवेग की अवधारणा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे सामान्यीकृत संवेग क्यों कहा जाता है तो हमने एक कण को 2 विमीय अंतरिक्ष में गतिमान माना है आइए हम अपनी बात को केवल 2 विमीय x और y तक सीमित रखें और हमने उन चरों पर विचार किया जो और r का वर्णन करते हैं तो हमारे पास ऊर्जा है जो 12mr212mr22V है जो स्वयं सदिश पर निर्भर हो सकती है लेकिन मैं केवल V लूंगा ताकि इसका केंद्रीय विभव तब pr जो ∂E∂ṙ है mṙ है और इसमें संवेग की विमा हैं जो रैखिक संवेग है और p चर ϕ के संगत ∂E∂ϕ̇ है जो कि mr2ϕ̇ है और यह कोणीय संवेग की विमा रखता हैं ठीक है तो ध्यान दें कि जरूरी नहीं कि सामान्यीकृत संवेग रैखिक संवेग के समान हो यह कोणीय संवेग हो सकता है और अब क्वांटम प्रतिबन्ध होगा तो सामान्यीकृत संवेग के पदों में क्वांटम प्रतिबन्ध ∫prdr एक पूर्णांक n के बराबर है होगा मुझे इसे nrh कहने दें और ∫pdϕ किसी nh के बराबर होने जा रहा है जहां nr 0 1 और इसी तरह होगा और n 0 1 और इसी तरह हो सकता है ये क्वांटम प्रतिबन्ध हैं अब ध्यान दें कि अब 2 प्रतिबन्ध 2 क्वांटम प्रतिबन्ध हैं एक r पर और एक पर है और ये 2 क्वांटम प्रतिबन्ध कक्षा को निर्धारित करती हैं सही तो चलिए इस पर कुछ और समय बिताते हैं तो मेरे पास pr है जो mṙ है और p जो mr2 है और संबंधित क्वांटम प्रतिबन्ध ∫prdr nrh के बराबर है और ∫pdϕ इस अवधि के लिए nh के बराबर है इनपुट एक हो सकता है क्या घटित हो रहा है कि यदि आप बल केंद्र के साथ xy तल में गति पर विचार करते हैं तो चिरसम्मत यांत्रिकी से हम जानते हैं कि इस केस में यदि V बराबर है kr के अर्थात यह एक आकर्षक कूलम्ब या गुरुत्वाकर्षण प्रकार का विभव है तो कक्षाएँ इस तरह होती हैं कि या तो वे वृतीय हो सकती हैं या वे दीर्घवृतीय हो सकती हैं और इसमें कुछ उत्केंद्रता होती है और कोणीय संवेग जितना अधिक होता है कक्षा उतनी ही कम v होती है इसलिए यदि मैंने माना है कि वृतीय कक्षा में कोणीय संवेग L1 है और दीर्घवृतीय में L2 है और L1 L2 से बड़ा हो सकता है तो यह समझ में आता है क्योंकि यदि कोणीय संवेग 0 है तो मान लीजिए कि कोणीय संवेग 0 है L 0 तो गति रैखिक होगी मूल से होकर गुजरेगी तो उस स्थिति में गति मूल बिंदु से गुजरने वाली रैखिक होगी तो कोणीय संवेग जितना छोटा होगा कक्षा की दीर्घवृत्तीयता या उत्केंद्रता उतनी ही अधिक होगी अब हम क्वांटम प्रतिबन्ध की आपूर्ति करते हैं अब इस केस में ध्यान दें कि किसी दी गई कक्षा के लिए इसलिए यदि इस तरह की कोई कक्षा दी गई है तो दूरी r1 छोटी दूरी r2 है और उदाहरण के लिए जब मैं prdr की गणना करता हूँ मैं prdr r1 से r2 तक जा रहा हूँ plus कुल अवधि को पूर्ण करने के लिए मैं r2 से r1 prdr तक आ रहा हूँ और वह मुझे दोनों समाकलन देगा जो मुझे एक ही उत्तर देंगें क्योंकि समरूपता है और इसलिए यह कुछ भी नहीं बल्कि 2r1r2prdr है दूसरी ओर केंद्रीय बल जैसे V kr pजो कि mr2̇ है जो कुछ नहीं है बल्कि कोणीय संवेग है संरक्षित यह राशि संरक्षित है और इसलिए p एक केंद्रीय बल के लिए नियत रहने वाला है तो अब अब हम यह सब लागू करने के लिए तैयार हैं जो हमने अभी तक एक तल में या कूलाम्बिक बलों में एक समतलीय कक्षा में गति करने वाले निकाय के ऊर्जा स्तरों की गणना करने के लिए किया है और इसे हमें बोहर मॉडल के समान उत्तर देना चाहिए अब हम जो कर रहे हैं वह एक तल में एक विभव केंद्र जो kr है के चारों ओर एक कण की गति ले रहे है और परमाणुओं का केस कुछ भी नहीं बल्कि 14π0Ze2r है जहां e गतिमान इलेक्ट्रान का आवेश है लेकिन कुछ समय के लिए सिर्फ सुविधा के लिए मैं यह कहना जारी रखूंगा तो kZe24π0 है और निकाय की ऊर्जा 12mr212mr22 kr के रूप में दी गई है pr ∂E∂r के बराबर है जो कि mṙ है और संबंधित क्वांटम प्रतिबन्ध r1 से r2 गुना 2 prdrnrh है संगत p समीकरण ∂E∂r तक के बराबर है जो कि mr2ṙ है ϕ̇ जो एक स्थिरांक है आइए हम इसे L कहते हैं और पूरी अवधि के संगत प्रतिबन्ध mr2dϕ है इसका अर्थ है यदि मैं इस क्रॉस से एक बिंदु से शुरू करता हूँ और उस पर जाता हूँ अर्थात हम 0 से तक d पर समाकलन करते हैं यह L02πdϕ के बराबर है यह nh के बराबर है जो मुझे L nϕh2 या n देता है जो बोहर के प्रतिबन्ध के समान है यदि हम केवल कक्षाओं पर विचार करते हैं तो हमारे पास pr equal to mr है जो शून्य के बराबर है L n के बराबर है और ऊर्जा 12mr2 के बराबर होगी जो 0 होगी और n222mR2 kr और mv2rkr2 rR के साथ यह मुझे बोहर मॉडल के समान उत्तर देगा अब हम इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि कण r दिशा में भी गति कर सकता है तो इसमें एक r शामिल है तो यह मुझे दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएँ देता है और उसके लिए मेरे पास prdr है जो non 0 है जो कि mṙdr nrh के बराबर है तो अब मेरे पास 2 क्वांटम संख्याएँ nr और n हैं तो चलिए इनकी गणना करते हैं ऊर्जा प्रतिबन्ध से E12mr212mr22 kr जो pr22mL22mR2 kr के समान है मुझे pr√2mE L2r22mkr मिलता है ठीक है तो मेरे पास pr√2mE L2r22kr है यह कक्षा इस प्रकार है कि मेरे पास एक r1 है मेरे पास एक r2 हैं r1 और r2 उस और है जहाँ r है जिसका अर्थ है कि pr भी 0 के बराबर है इसलिए 2mE L2r22kr 0 के बराबर है लिखते समय व्यंजक से उनकी गणना की जा सकती है इसलिए मेरे पास जो है वह है nrh 2r1r2√2mE L2r22krdr के बराबर होगा यह समाकलन थोड़ा जटिल है तो मैं सिर्फ उत्तर के साथ दूंगा इस पूरी बात का उत्तर आता है 2π क्षमा कीजिये यहाँ एक m है यहाँ एक m है बस तो यह nrh है जो समाकलन के लिए आपको अंतिम उत्तर देता है और यही ऊर्जा निर्धारित करने वाला है अब आप सोच रहे होंगे कि यह माइनस 2 m E क्यों है ध्यान रखें कि यह एक बद्ध अवस्था है और इसलिए E 0 से कम है तो हमें जो मिलता है वह है तो पहले प्रतिबन्ध ∫pdϕnh से मुझे L n मिलता है और दूसरे प्रतिबन्ध से कि ∫prdr nrh मुझे 2πL mk 2mE nrh मिलता है और इसलिए L mk 2mE nr ऋणात्मक चिह्न के साथ या L जो कि m है यदि मैं प्रतिस्थापित करता हूँ तो मुझे nnrℏmk 2mE या Ennrmk2मिलता है यहाँ ऋणात्मक चिह्न के साथ n22की राशि होगी जो कि mZ2e4322022 के बराबर है तो हमें एक ऊर्जा E मिल रही है जो mZ2e43220221n2 के बराबर है मुझे इसे n कहने दें जहां n nnr है अब बोहर मॉडल द्वारा या इसलिए भी क्योंकि n0 0 कोणीय संवेग को इंगित करेगा इसे कैसे बाहर किया जाए और कहें n123 और इसी तरह और n012 और इसी तरह है और nnn और इसी तरह ऊर्जा En को इस संख्या द्वारा दिया गया है जो बोहर के उत्तर समान है 136Z2n2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इस संख्या की गणना कर सकते हैं और वह सामने आती है जो कि बोहर मॉडल के समान ही उत्तर है यह आपको क्या देता है हालाँकि अब आइए हम इसका विश्लेषण करें विल्सन क्वांटम प्रतिबन्ध 2 क्वांटम संख्याएँ n और nr देती हैं तो क्वांटम प्रतिबन्ध 2 क्वांटम संख्याएँ n और nr देती हैं और देखते हैं कि उनका क्या अर्थ है nh कोणीय संवेग से संबंधित है और nr ऐसा है कि nrn ऊर्जा देता है तो यदि nnnr हैं तो वही ऊर्जा समान होगी हालांकि ये 2 अलग अलग कक्षाएँ हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए n1 है तो मेरे पास nr0 और n1 हो सकतें है मान लीजिए n2 है तो मेरे पास nr0 n2 या nr1 और n1 हो सकतें है ये दोनों समान ऊर्जा देते हैं अब वे किस तरह की कक्षाएँ होंगी यदि n2 मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम उत्केंद्रता होंगी और यह एक वृत्ताकार कक्षा हो सकती है n वह है जो एक कोणीय संवेग से कम है तो यह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो सकती है तो अब हमने जो परिचय दिया है वह एक तल में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की इन कक्षाओं के विचार को सामान्यीकृत करता है जब वे विल्सन सोमरफील्ड क्वांटिकरण प्रतिबंधों के द्वारा एक कूलम्ब विभव के प्रभाव में आगे बढ़ रहे हैं अब कक्षाएं एक से अधिक होंगी जिनमें समान ऊर्जा होगी हालाँकि क्वांटम संख्याएँ अलग हैं तो इस व्याख्यान को निष्कर्षित करने के लिए हमने कूलम्ब विभव के प्रभाव में एक तल में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम प्रतिबंधों को लागू किया है और हम क्या पाते हैं कि एक ऊर्जा बोहर मॉडल के समान ही 1n2 के समानुपाती होती है हालांकि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह एक से अधिक प्रकार की कक्षा और गोलीय के साथ साथ दीर्घवृत्तीय कक्षाएँ देता है और यह एक ही ऊर्जा के लिए एक से अधिक क्वांटम संख्या के विचार को पेश करता है एक से अधिक क्वांटम संख्या का अर्थ है कि वहां एक कक्षा से अधिक कक्षाएँ हो सकती हैं जिनकी ऊर्जा समान है और इस केस में वे विभिन्न उत्केंद्रताओं की गोलाकार दीर्घवृत्तीय कक्षाएँ हैं